तो इस लेक्चर में हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं इसलिए यह लेक्चर और अगला भी तो दो लेक्चर पूरी तरह से आर्डिनो प्रोग्रामिंग के लिए समर्पित हैं तो पहले लेक्चर में आप आर्डिनो की मूल बातें के बारे में कुछ विचार प्राप्त करने जा रहे हैं और दूसरे में कुछ उदाहरण हैं कि कैसे आर्डिनो के साथ प्रोग्रामिंग की जा सकती है इसलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहूंगा जो कि आर्डिनो बहुत लोकप्रिय है वर्तमान में यह दुनिया भर में IoT के विभिन्न कार्यान्वयनों के लिए उपयोग किया जाता है आर्डिनो डिवाइस बहुत सस्ते हैं वे कम संसाधन खपत करते हैं और यही कारण है कि वे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कार्यान्वयन में उपयोग के लिए बहुत लोकप्रिय हैं इसलिए पहले मॉड्यूल में हमने अलग अलग चीजों को देखा है हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अवधारणा को समझा है बुनियादी अवधारणाओं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के समग्र फिलोसोफी को समझा है हमने यह भी देखा है कि विभिन्न प्रकार के सेंसर विभिन्न प्रकार के सेंसिंग संभव हैं विभिन्न प्रकार के एक्चुएटर हैं जो विभिन्न प्रकार के सेंसिंग के पीछे सिद्धांत विभिन्न प्रकार के एक्चुएशन हैं हमने देखा है कि विभिन्न प्रकार के नेटवर्क हैं जो IoT में उपयोग के लिए उपयोग के लिए संभव हैं विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन डिवाइसेज के स्टैंडर्ड्स का उपयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स में संचार के लिए भी किया जा सकता है इसलिए उन चीजों को समझने के बाद हम इन अवधारणाओं का उपयोग कैसे कर सकते हैं वास्तविक इंटरनेट ऑफ थिंग्स के निर्माण के लिए घर पर स्मार्ट फोन के परिदृश्य में हो सकता है कि आप घर पर किए गए कार्यों में से कुछ दैनिक कार्यों को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं या एक स्मार्ट घर में स्मार्ट शहरों के परिदृश्य जैसे स्मार्ट अस्पताल में स्मार्ट परिवहन से जुड़े वाहनों और आदि तो क्या इन सभी के लिए हमें विभिन्न IoT उपकरणों की मदद लेनी होगी और बहुत लोकप्रिय में से एक आर्डिनो है तो आर्डिनो यदि आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के निर्माण के लिए उपयोग करना है तो आपको इसे खरीदना होगा जो कि बहुत सस्ते हैं और फिर आपको ये प्रोग्राम करना होगा और यही मैं आपको इस विशेष पाठ्यक्रम में सिखाने जा रहा हूं इसलिए मेरे साथ वास्तव में मेरे पास श्री आनंदरूप मुखर्जी हैं जो आगे पढ़ाने जा रहे हैं और श्री मुखर्जी आपको आर्डिनो प्रोग्रामिंग की मूल रूप से आर्डिनो प्रोग्रामिंग की छोटी सी अग्रिम अग्रिम अवधारणाओं के माध्यम से आर्डिनो प्रोग्रामिंग में हैंड्स ऑन कराने वाले हैं इसलिए मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूं कि एक आर्डिनो डिवाइस कैसा दिखता है तो यह आर्डिनो UNO है इसलिए आर्डिनो UNO आर्डिनो के अलग अलग वेरिएंट हैं वे सभी अलग अलग हैं आप जानते हैं कि उनके स्पेसिफिकेशंस इत्यादि में अंतर है तो यह आर्डिनो UNO है और यह यह डिवाइस है जिसे प्रोग्राम करना है इसे प्रोग्राम करना है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि यह आकार में बहुत छोटा है और यह आपके द्वारा जानी जाने वाली इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ बहुत अधिक एकीकृत हो सकता है जब आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे शीर्ष पर लागू किया जा सकता है तो यह डिवाइस वास्तव में आप अंतर सेंसर को जानते हैं जो आप जानते हैं कि आपने इस विशेष पाठ्यक्रम में सीखा है तो इस डिवाइस के लिए इन अलग अलग सेंसर को फिट किया जा सकता है अलग अलग एक्ट्यूएटर्स को इस डिवाइस के लिए फिट किया जा सकता है और यह सेंसर अलग अलग सेंसर और अलग अलग एक्ट्यूएटर्स को सेंसर से प्राप्त डेटा को फिट करने के बाद फिट किया जा सकता है इन्हें कम्युनिकेशन यूनिट के माध्यम से भेजा जा सकता है जिसके बारे में आनंदरूप बात करेंगे और इस डेटा को कैसे प्रसारित किया जा सकता है और इसे आगे के विश्लेषण आगे स्टोरेज आदि के लिए भेजा जा सकता है हैलो मैं आनंदरूप मुखर्जी हूं मैं इस कोर्स के लिए TF हूँ मैं आपको इस लेक्चर में आर्डिनो की बुनियादी विशेषताओं के बारे में बताऊंगा तो शुरू करने के लिए आप पहले से ही सुन चुके हैं कि आर्डिनो आजकल बहुत लोकप्रिय हो गया है इसलिए सभी मुख्य कारणों में से पहला यह एक ओपन सोर्स प्रोग्रामेबल बोर्ड है जिसमें एक बिल्ट इन माइक्रोकंट्रोलर और सॉफ्टवेयर IDE है और यह सॉफ्टवेयर IDE आपको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार माइक्रोकंट्रोलर के व्यवहार को बदलने में मदद करेगा तो यह एनालॉग के साथ साथ डिजिटल सिग्नल को भी स्वीकार करता है जिसे इनपुट के रूप में दिया जा सकता है और यह आउटपुट देगा जो मुख्य रूप से डिजिटल हैं इसलिए कंट्रोलर बोर्ड में किसी प्रोग्राम को लोड करने के लिए किसी अतिरिक्त हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए जिन लोगों ने 8051 श्रृंखला के माइक्रोकंट्रोलर 8085 माइक्रोप्रोसेसरों के साथ काम किया हुआ है उन्हें याद होगा कि आपको वास्तव में प्रोसेसर बोर्ड को प्रोग्राम करने के लिए एक अतिरिक्त प्रोग्रामर की आवश्यकता है और वे बहुत सारी इंटरफेसिंग IC हैं और आर्डिनो आधार प्रणाली के लिए उन सभी चीजों की आवश्यकता नहीं है तो शुरू करने के लिए आर्डिनो बोर्डों के कुछ बुनियादी रूपांतर हैं उनके पास ATMEGA328 बेस माइक्रोकंट्रोलर हैं उनके पास ATMEGA32u4 चार श्रृंखला के माइक्रोकंट्रोलर हैं उनके पास ATMEGA2560 श्रृंखला के माइक्रोकंट्रोलर हैं और फिर ATMEGA91SAM3X8E श्रृंखला माइक्रोकंट्रोलर हैं इसलिए ये कुछ मुख्य माइक्रोकंट्रोलर हैं जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आप इस आर्डिनो बोर्ड पर आईसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं इसलिए हम एक UNO बोर्ड का उपयोग प्रदर्शन देने के लिए कर रहे हैं तो यह IC चिप है और मूल रूप से अन्य सभी या तो एक वोल्टेज कन्वर्टर्स या एक इंटरफेसिंग आईसी हैं जो इस ATMEGA श्रृंखला चिप के साथ इनपुट आउटपुट फ़ंक्शन के लिए आवश्यक हैं आर्डिनो UNO में सामान्य रूप से वे 5 वोल्ट की वोल्टेज पर 16 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड के साथ काम करते हैं और उनके पास 14 सामान्य आर्डिनो UNO है 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन 6 एनालॉग इनपुट पिन 6 PWM पिन 1 UART है जो यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर और ट्रांसमीटर है और इंटरफ़ेस मुख्य रूप से ATMEGA16u2 के USB के माध्यम से है इसलिए बोर्ड का विवरण इस प्रकार है कि जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि आपके पास एक USB कनेक्टर है जिससे आप ATMEGA बोर्ड को अपने PC पर कनेक्ट करते हैं इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरफ़ेसिंग बहुत आसान है आप अपने सिस्टम आर्डिनो बेसबोर्ड को विंडो बेस pc या मैकिन्टोश या उबंटू या लिनक्स बेस सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं तो यह USB कनेक्टर है तो आपके पास स्टैंडअलोन मोड में डिवाइस पर पावर करने के लिए पावर कनेक्टर है अन्यथा यदि आप pc से ही एक pc एड्रेस पॉवर से जुड़े हैं और यह एनालॉग रेफरेंस पिन है आपके पास 14 डिजिटल पिन हैं जो इनपुट और आउटपुट के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं जैसा कि आप 0 से 13 से शुरू होते हुए देख सकते हैं ये चौदह इनपुट आउटपुट पिन हैं और यहां आपके पास 6 एनालॉग पिन A 0 से A 5 हैं जो एनालॉग इनपुट प्राप्त कर सकते हैं और ये कुछ पावर कनेक्टर हैं जिनमें आपके पास 5 वोल्ट 33 वोल्ट और ग्राउंड कनेक्शन आदि हैं तो ये आर्डिनो के कुछ मूल कंपोनेंट्स घटक हैं अब आर्डिनो IDE मूल रूप से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आर्डिनो सिस्टम अपने आप में एक ओपन सोर्स सिस्टम है हार्डवेयर के स्पेसिफिकेशन्स आपके लिए उपलब्ध हैं यदि आपके पास फैब्रिकेशन की सुविधा है तो आप वास्तव में अपना खुद का आर्डिनो डिवाइस बना सकते हैं तो यह आर्डिनो IDE एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग आर्डिनो बोर्ड को प्रोग्राम करने के लिए किया जाता है तो यह C और C प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषाओं की विविधताओं पर आधारित है और इसे आर्डिनो आधिकारिक वेबसाइट से स्वतंत्र रूप से डाउनलोड किया जा सकता है इसलिए मूल सेट अप बोर्ड से प्राप्त होने वाली पावर है क्योंकि आप देख सकते हैं कि बोर्ड की पावर USB का उपयोग करके PC से ली गई है इसलिए यदि आप शुरू में परीक्षण के उद्देश्यों के लिए हैं तो आप इसे अपने प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए PC से कनेक्ट कर रहे हैं और जब आप स्टैंडअलोन मोड पर चल रहे हैं जब आपका प्रोग्राम इस बोर्ड पर अपलोड किया गया है तो आप इसे इस पावर सप्लाई इनपुट से चला सकते हैं आप 5 वोल्ट के एक DC एडॉप्टर में प्लग करते हैं और यह ठीक काम करने वाला है इसके बाद IDE लॉन्च होगा फिर बोर्ड प्रकार का चयन करें तो मैं आपको दिखाता हूं इसलिए यहां पर मेरे पास मेरी आर्डिनो IDE है जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज हैं यह कोड वेरीफिकेशन बटन है यह कोड अपलोड बटन है फिर आपके पास फ़ाइल मेनू है जिससे आप एक नया स्केच बना सकते हैं एक स्केच वास्तव में वह प्रोग्राम है जिसे आप एक आर्डिनो के लिए लिखते हैं फिर आप एक मौजूदा प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं ओपन रीसेंट प्रोग्राम आदि यहां तक कि आपके पास IDE के साथ प्रदान किए गए बेसिक उदाहरण हैं जो विभिन्न आर्डिनो बेस बोर्ड के साथ काम कर सकते हैं अब इस स्केच पर चलते हुए यह उपकरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जब भी आप आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट करते हैं तो मैंने अपने आर्डिनो बोर्ड को अपने PC से कनेक्ट किया है अब इस उपकरण से ये उपलब्ध बोर्ड हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि मैं एक आर्डिनो UNO का उपयोग कर रहा हूँ यह ऑटोमेटिक रूप से चुना गया है लेकिन यदि यह ऑटोमेटिक रूप से चयनित नहीं है तो आप उपयुक्त बोर्ड आर्डिनो UNO चुन सकते हैं अब मेरे MAC के लिए पोर्ट पहले से ही यह USB मॉडेम 1421 है जिसे आप देख सकते हैं कि आर्डिनो UNO पहले से ही चयनित है तो अब आप सभी तैयार हैं एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस बटन को देख सकते हैं यह सीरियल मॉनीटर है यह आर्डिनो की एक अच्छी विशेषता है कि सीरियल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय आपको एक एक्सटर्नल कंसोलर की आवश्यकता नहीं है जो इस तरह के सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर सकता है आप बस इनबिल्ट सीरियल मॉनिटर का उपयोग करके प्रोग्राम को देख सकते हैं इसलिए अब एक बार जब बोर्ड और पोर्ट्स को उचित रूप से चुन लिया गया है जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बोर्ड का चयन करें और फिर आपके PC में संबंधित पोर्ट विंडोज़ बेस सिस्टम के लिए यह अधिक या कम डायरेक्ट होगा यह आपको एक कॉम बेस पोर्ट दिखाएगा यह कॉम 4 10 15 हो सकता है कुछ भी आप इसे उचित रूप से चुनते हैं तब मैंने आपको यह दिखाया है तो आपके आर्डिनो स्केच जैसा कि आप उस प्रोग्राम को याद करते हैं जो आर्डिनो में लिखे जाने के लिए आर्डिनो में लिखा गया है स्केच कहलाता है तो इसमें मुख्य रूप से दो भाग होते हैं एक सेटअप है और एक को लूप कहा जाता है सेटअप नॉर्मल मीन C C प्लस प्लस आधारित प्रोग्राम के अनुरूप है मुख्य कार्य जिसका उपयोग आप करते हैं वह आर्डिनो में सेटअप फ़ंक्शन के अनुरूप है और जैसा कि नाम से पता चलता है कि लूप फंक्शन इसका उपयोग पुनरावृत्तियों पर चलने के लिए किया जाता है तो फ़ाइल पर क्लिक करने से इसकी कम या ज्यादा कॉमन है यह न्यू पर क्लिक करने से एक नई फ़ाइल खुल जाएगी और आप विभिन्न उदाहरणों और स्केच को आज़मा सकते हैं तो यह भी कवर किया गया है यह वेरीफाई बटन है इसलिए मुख्य विशेषता है आपके कोड को अपलोड करने से पहले यदि आपके पास सिंटेक्स एरर हैं या ऐसी कोई लॉजिकल एरर हैं जो वेरिफिकेशन के दौरान पकड़ी जाएंगी तो यह कहेंगे कि आपका कंपाइलेशन विफल हो गया है एक बार जब आप इस वेरीफिकेशन की जाँच कर लेते हैं तो आप अपना कोड अपलोड कर सकते हैं अब हमने इस बारे में बात की कि यह सीरियल मॉनिटर है जो भी डेटा सीरियल पोर्ट के माध्यम से प्रसारित होता है वह सीरियल मॉनिटर पर मुद्रित होता है तो एक स्केच संरचना जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें दो भाग एक सेटअप भाग और लूप भाग होते हैं फंक्शन सेटअप वह बिंदु है जहां आर्डिनो कंपाइलर वास्तव में कोड शुरू करता है तो यह C और C प्लस प्लस और विभिन्न इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स पिन मोड में मुख्य फ़ंक्शन के अनुरूप है जैसे कि आपको यह याद रखने की आवश्यकता है कि आपके पास 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन हैं इसलिए आपको अपने सिस्टम को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि क्या आप रीड मोड या इनपुट मोड या आउटपुट मोड में पिन का उपयोग करना चाहते हैं फिर लूप फ़ंक्शन को इटरेशन के लिए उपयोग किया जाता है तो इस उदाहरण कोड में आप देख सकते हैं कि आप केवल सीरियल पोर्ट इनबिल्ट सीरियल पोर्ट का उपयोग कर सकते हैं इसलिए हम सिर्फ सीरियल डॉट 9600 शुरू करते हैं और 9600 बॉड रेट है तो आपके पास विभिन्न बॉड रेट हो सकती हैं जिन्हें लगातार लेक्चरों में कवर किया जाएगा कि आपके पास विभिन्न सिस्टम के लिए विभिन्न बॉड रेट हो सकती हैं लेकिन 9600 कमोबेश अधिकांश सिस्टम के लिए आमतौर पर बॉड रेट का उपयोग होता है और वॉइड लूप के भीतर इस हैलो आर्डिनो को पुनरावृत्त करना चाहते हैं तो यह serialprintln जो कि यदि आप serialprint लिखते हैं तो यह सिर्फ हैलो आर्डिनो स्ट्रिंग प्रिंट करता है अन्यथा यदि आप println ln लिखते हैं तो वास्तव में नई लाइन है तो यह नई लाइन में हैलो आर्डिनो को प्रिंट करेगा तो इससे पहले हम सैंपल कोड को देखेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस हैलो आर्डिनो कोड में हमने शब्द सेटअप के भीतर सीरियल डॉट 9600 शुरू किया है और वॉइड लूप के भीतर हमने सिर्फ serialprintln हैलो आर्डिनो लिखा है अब कुछ भी करने से पहले हम कोड को वेरीफाई करते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि यह स्केच कंपाइल कर रहा है यदि आपका कोड कंपाइलेशन सही है तो इसका सही होना यह दर्शाता है कि उन में कितनी मेमोरी का इस्तेमाल हो रहा है यदि आप गलती में हैं तो मान लीजिए मैं इस सेमीकोलन को हटा देता हूं अब फिर से मैं स्केच को वेरीफाई करता हूं यह एक एरर देगा तो आँख बंद करके अपलोड करने से पहले यह अच्छा अभ्यास है आप बस अपना कोड वेरीफाई करें अब कोड वेरिफिकेशन सफल है पोर्ट को पहले ही चुना गया है मैं अपना कोड अपलोड करता हूं तो अब यह स्केच कंपाइल कर रहा है और इसे आर्डिनो बोर्ड पर अपलोड कर रहा है अब कोड आर्डिनो बोर्ड में अपलोड किया गया है क्योंकि इस प्रोग्राम का फंक्शन सीरियल पोर्ट पर बार बार हेलो आर्डिनो प्रिंट करना है सीरियल मॉनिटर ओपन करेगा जैसा कि आप देख सकते हैं यह हेलो आर्डिनो प्रिंट कर रहा है राइट तो यह वास्तव में काफी तेज है हम वास्तव में इसे संशोधित कर सकते हैं फ़ंक्शन कॉल डिले डालेंगे हमें 1 सेकंड की डिले बताएं तो इस हजार दिन वास्तव में मिलीसेकंड में डिले 1 सेकंड की डिले होगी कोड वेरीफाई किया गया है हम इसे फिर से अपलोड करते हैं अब फिर से हम सीरियल मॉनिटर खोलते हैं अब आप देख सकते हैं कि अब मामले में डिले हो गई है तो यह 1 सेकंड के बाद प्रिंट करता है इसलिए मुझे आशा है कि यह आसान था अब हम अगले मेनू पर जाते हैं ठीक है तो अन्य प्रोग्राम की तरह आर्डिनो भी विभिन्न डेटा प्रकारों का समर्थन करता है तो आपके पास वॉइड इंट बूलियन बाइट वर्ड फ्लोट एरे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लॉन्ग हैं कैर अनसाइंड कैर यह आपके सामान्य C प्रोग्राम के समान है इसलिए आर्डिनो में बहुत सारे और बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं क्योंकि यह एक ओपन सोर्स फ्लैट रूप है सहयोगी लोग और कंपनियां और संगठन भी हैं जो अपने स्वयं के आर्डिनो लाइब्रेरीज को अपलोड करते हैं इसलिए अधिकांश फंक्शंस के लिए स्पष्ट रूप से विभिन्न लाइब्रेरीज तक आसान पहुंच प्राप्त होगी इसलिए जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि पिन को आपकी आवश्यकता के आधार पर इनपुट या आउटपुट के रूप में कार्य करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है तो ऐसा करने के लिए यह फ़ंक्शन पिन मोड का उपयोग किया जाता है तो आप देख सकते हैं कि यह सिंटैक्स पिन मोड पिन मोड है तो यह पिन नंबर है आर्डिनो बोर्ड पर पिन नंबर वास्तविक पिन नंबर जैसा कि आप कर सकते हैं यदि आप इस बोर्ड पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप देखेंगे कि विभिन्न पिन नंबर 1 2 3 लिखे गए हैं क्योंकि ये डिजिटल पिन हैं डिजिटल भी लिखा है तो पिन के खिलाफ पिन मोड में आप बस पिन की संख्या लिखते हैं तो यह इतना आसान है और मोड कि आप सिर्फ इनपुट या आउटपुट लिखते हैं यदि आप चाहते हैं कि पिन इनपुट मोड में काम करें जैसे कि आप इसे विभिन्न सेंसर से कनेक्ट कर रहे हैं जो आप सेंसर को इनपुट इनपुट का अधिग्रहण करेंगे जिसे आपने इनपुट मोड में पिन डाल दिया है और यदि आप किसी वस्तु को प्रकाश या LED या मोटर के साथ एक्चुएट करना चाहते हैं तो आप पिन को आउटपुट मोड में रखते हैं तो विभिन्न आर्डिनो फ़ंक्शन लाइब्रेरीज़ में आपके पास डिजिटल राइट है जो डिजिटल पिन में हाई या लो वैल्यू लिखते हैं जब भी आपको यह बात याद रखनी है कि यह बात मुख्य रूप से एक बाइनरी लॉजिक पर काम करती है या तो आपके पास 1 या 0 के बराबर एक हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज है तो आपका डिजिटल लिखता है या तो पिन को एक हाई या लो वैल्यू लिखता है तो एनालॉग रीड फंक्शन यह एनालॉग पिंस से एनालॉग फ़ंक्शन एनालॉग इनपुट पढ़ता है आपके पास छह एनालॉग पिन हैं फिर कैरेक्टर फ़ंक्शन आपके पास विभिन्न कैरेक्टर फ़ंक्शन यह जांचने के लिए है कि यह एक कैरेक्टर है या एक डिजिट है तो आप विभिन्न फ़ंक्शन को देख सकते हैं isdigit isalpha isalphanumeric isxdigit islower और विभिन्न फ़ंक्शन जिन्हें आप यह जांचने के लिए उपयोग कर सकते हैं कि इनपुट एक कैरेक्टर है या एक डिजिट या एक अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन आदि तो यह अगला इसे आप पहले से ही कवर कर चुके हैं यह डिले फंक्शन तो आप पाएंगे कि यह आर्डिनो में सबसे बहुमुखी और सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले फंक्शन में से एक है इसलिए इनपुट को मिलीसेकंड में लिया जाता है क्योंकि आपको याद है कि हमने डिले के लिए 1000 लगाए हैं तो 1000 मिलीसेकंड 1 सेकंड में परिवर्तित हो जाते हैं तो अगला एक LED को ऑन और ऑफ करने के लिए एक आर्डिनो और सामान्य ब्रेड बोर्ड का उपयोग करेंगे अब हमें एक LED मिल गया है हमें एक आर्डिनो बोर्ड मिला है क्योंकि आपको याद है कि ये केवल इलेक्ट्रॉनिक्स की मूल बातें हैं इसलिए एक LED के लिए लंबा टर्मिनल पॉजिटिव है जबकि छोटा ग्राउंड है इसलिए हम लंबे टर्मिनल को एक पोर्ट से दूसरे को ग्राउंड से जोड़ते हैं इस LED के पार हम आर्डिनो बोर्ड से इनपुट लेने से पहले सीरीज में 220 ओम रजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो यह LED ब्लिंक है इसलिए यदि आप सेटअप के भीतर सेटअप भाग पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप देखते हैं कि चयनित पिन मोड 12 है और इसे आउटपुट के रूप में चुना गया है मूल रूप से 12 पिन का अनुवाद आउटपुट के रूप में कार्य करेगा तो हम LED को पिन 12 से जोड़ेंगे जबकि वॉइड लूप में आप इस डिजिटल राइट को देख सकते हैं यदि आप याद करते हैं कि डिजिटल राइट किसी विशेष पिन पर हाई या लो वैल्यू लिखता है तो डिजिटल राइट 12 हाई का मतलब है कि आप पिन 12 से डिजिटल पिन के लिए हाई वैल्यू लिख रहे हैं और आपने 1 सेकंड के लिए डिले दी फिर आपने पिन 12 को लो कर दिया फिर एक डिले तो यह LED को 1 सेकंड की डिले के साथ ब्लिंक ऑन और ऑफ करने के लिए कॉल करेगा अब यदि आप प्रोसेसर बोर्ड पर वापस आते हैं तो हमने LED और रजिस्टर को ब्रेड बोर्ड से जोड़ा है ब्रेड बोर्ड के एक तरफ से हम एक जम्पर केबल को एक आर्डिनो पर पिन 12 से जोड़ते हैं और दूसरे के लिए चूंकि यह साइड नेगेटिव साइड था या ग्राउंड जो हम ग्राउंड से जोड़ते हैं इसलिए हम इसे ग्राउंड पिन से जोड़ते हैं इसलिए फिर से ताज़ा करते हुए हमने केवल सरल सर्किट बनाया है हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा बोर्ड आर्डिनो UNO है पोर्ट पहले से ही चयनित है हम अपने कोड को वेरीफाई करते हैं अब कोड वेरीफाई हो गया है हम अपना कोड अपलोड करते हैं जैसे ही कोड अपलोड किया जाता है आप देखेंगे कि 1 सेकंड के डिले से LED ब्लिंक होने लगेगी अब आसान जांच के लिए आप हमेशा पिन 13 का उपयोग कर सकते हैं पिन 13 को डिफ़ॉल्ट रूप से आर्डिनो UNO के लिए कम से कम इनबिल्ट LED से जुड़ा है इसलिए मैं मुख्य रूप से पिन 13 के आधार पर एक कोड की वैलिडिटी की जांच करता हूं आपको तब बाहरी इंटरफेस की आवश्यकता नहीं होगी तो अगर आप आर्डिनो बोर्ड पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यहाँ पर इस छोटे से LED यह इनबिल्ट LED या इंडिकेटर है अब मेरा कोड अपलोड किया गया है वही फ़ंक्शन जिसे आपने बाहरी LED पर देखा था इस कोड पर लागू किया जा रहा है मैं बस पिन नंबर को 12 से 13 में बदल दूंगा इसलिए हमने इन चीजों को कवर किया है हमने पिन 12 और दूसरे साइड को ग्राउंड से जोड़ा है हमने कोड लोड किया और इसे अपलोड किया तो बस यहीं तक इसलिए अगले भाग में हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग के अधिक विवरण में जाएंगे